यह व्याख्यान शीट स्टैकिंग प्रोसेसेज पर है तो शीट स्टैकिंग क्या है यदि आप इसे देखते हैं तो यह 2 डी लैमिनेट है 2 डी लैमिनेट एक शीट के अलावा कुछ भी नहीं हैइसलिए अगर मैं शीट को ज्यादा से ज्यादा पतला बना सकता हूं तो यह लैमिनेट के बराबर होगा या उपमान के रूप में प्रमाण पत्र जिसे हम पॉलीमर के साथ सामने और पीछे की तरफ लैमिनेट करते हैं वह एक शीट है अब हम शीट स्टैकिंग प्रोसेसेज को देखेंगे जिसमें मुख्य फोकस रैपिड प्रोटोटाइपिंग होगा और फिर धीरे धीरे रैपिड मैन्युफैक्चरिंग की ओर जायेंगे इस व्याख्यान में इंट्रोडक्शनफिर ग्लूइंग तकनीक या एडहेसिव बॉन्डिंग थर्मल बॉन्डिंग शीट मेटल क्लैम्पिंग आधारीत प्रक्रियाअल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन यूसी प्रोसेस अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन प्रोसेस पैरामीटर्स प्रक्रिया अनुकूलन और अंत में अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन भागों के गुण आदि शामिल है सबसे पहली व्यवसायिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक में से एक लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग थी जिसे एलओएम भी कहा जाता है एलओएम में पेपर मटेरियल शीट का परत दर परत लेमिनेशन शामिल है जिसे लेजर का उपयोग करके काटा जाता हैप्रत्येक शीट भाग के कैड मॉडल की एक क्रॉस सेक्शन लेयर को दर्शाती है यह एक सिंगल लेयर पेपर लैमिनेट शीट है एलओएम मेंCO2 द्वारा काटे गए पेपर मटेरियल शीट का परत दर परत लेमिनेशन शामिल है CO2 लेजर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम लेजर मैटर इंटरेक्शन के मामले में बात करते हैंलेजर की वेवलेंथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रत्येक शीट भाग के कैड मॉडल की एक क्रॉस सेक्शन लेयर को दर्शाती है एलओएम में पेपर शीट का हिस्सा जो अंतिम भाग के भीतर समाहित नहीं है क्रॉस हेच कटिंग ऑपरेशन का उपयोग करके क्यूब्स में काटा जाता है एलओएम के योजनाबद्ध आरेख को यहां दिखाया गया हैयह एक CO2 लेजर है और यहां से आपके पास ऑप्टिक्स है इस ऑप्टिक्स से यह गेल्वो में जाता है गेल्वो से इसे टेबल पर हिट कराया जाता है टेबल में आपके पास लेमिनेट शीट होगी यहाँ हमें यह जानने की जरूरत है की हर बार इस शीट को रखेगा कौन इस शीट को लगातार डालना पड़ता है हमारे पास रोल है जो एक मटेरियल आपूर्ति रोल और एक्सेस मटेरियल कैप्चर रोल या एक्वायर रोल है एक मटेरियल होगा जिसे फिड किया जा रहा है और जब यह मटेरियल दूसरी तरफ से बाहर आता है तो यह बिल्कुल परत के आयाम के अनुसार कटा हुआ होता है और बाकी मटेरियल अतिरिक्त होता है एक बार जब लेजर मटेरियल को हिट करता है तो बाकी मटेरियल अतिरिक्त मटेरियल में वापस रोल किया जाएगा यह सतत प्रक्रिया है यह स्वचालित फिड मैकेनिज्म है जिसमें एक लेजर सीमाओं को बनाने और काटने के लिए बढ़ता है तो यह एनग्रेविंग ऑपरेशन कर सकता है यह मटेरियल को घटाता है आपके पास यह हैं और बाकी रील को दूसरी तरफ रोल किया जाता है यह ग्रिड जो बन रहे हैं यह सूचना है जिसे इस परत में उत्कीर्ण किया जाना है यदि आप पीछे जाते हैं और एलओएम में ग्रिड को देखते हैं तो पेपर शीट का हिस्सा जो अंतिम भाग के भीतर समाहित नहीं है क्रॉस हेच कटिंग ऑपरेशन का उपयोग करके क्यूब्स में काटा जाता है सूचना कि इस परत का निर्माण होने के बाद क्या होगा तब या तो स्पूल या स्पूल की ऊंचाई को ऊपर किया जा सकता है या टेबल नीचे आ सकता है ताकि परत दर परत निर्माण किया जा सके यह वह भाग खंड है जिसे बनाया गया है जिसमें सभी प्रकार की परतें हैं यह प्लेटफार्म हैं जिसे हम नीचे ले जाएंगे और परतो को रखेंगे और एक परत को रखने के बाद ये देखेंगे कि इस परत को आने वाली अगली परत पर चिपकना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं हम एक गर्म रोलर को सतह पर जहां भी पॉलीमर लैमिनेट होता है वहां स्मीयर करते हैं तापमान बढ़ जाता है और यह एक अर्ध ठोस या विस्कस अवस्था में जाता है जहां इसका उपयोग आने वाली परत के साथ ग्लू करने के लिए किया जाता है यहां पहली परत आपके पास है फिर आपके पास रोलर है रोलर धुमता हैइन सभी चीज़ो को गर्म किया जाता हैजिससे यह चिपचिपी हो जाती है और जब अगली परत आती है तो यह बस उसके ऊपर चिपक जाएगी और आप इस तरह दूसरी परत बनाते हैं यही कारण है हम एक गर्म रोलर का उपयोग करते हैं पूरी प्रक्रिया को लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एलओएम कहा जाता है कई अन्य प्रक्रियाओं को शीट लेमिनेट जिसमें अन्य निर्माण मटेरियल और काटने की रणनीति शामिल है के आधार पर विकसित किया गया है यहां हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वह शीट है जिसे रखा गया है आपके पास शीट है और फिर जहां भी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता है यह परत दर परत स्टैकिंग से होगा और अंत में वस्तु के बन जाने के बाद आप इसे सभी किनारों से ठंडा करते हैं और उत्पात को बाहर निकालते हैं निर्माण के सिद्धांत के कारण केवल भागो के बाहरी कंटूर काटे जाते हैं और शीट को या तो कट धेन स्टार्ट या स्टार्ट धेन कट दोनों तरीकों से किया जा सकता है इन प्रक्रियाओं को परतो के बीच बंध को प्राप्त करने के लिए नियोजित मैकेनिज्म के आधार पर आगे वर्गीकृत किया जा सकता है ग्लूइंग और एडहेसीव बोन्डिंग थर्मल बॉन्डिंग प्रक्रिया की जा सकती है मेरे कहने का मतलब है केवल हीट और ग्लू जोड़ने के लिए है फिर हम क्लैंपिंग कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग भी कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का उपयोग पाॅलीमर प्रक्रिया के लिए भी किया जाता है हम अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया द्वारा पाॅलीमर के साथ साथ धातुओं को भी वेल्ड कर सकते हैं मूल रूप से जब हम धातुओं को करते हैं तो ऑक्साइड परत को हटा दिया जाता है और नवजात परत संपर्क में आती है और चिपकती है तो परत दर परत आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का उपयोग कर सकते हैं और इसे चिपकाना शुरु कर सकते हैं ग्लूइंग एडहेसिव बॉन्डिंग सबसे लोकप्रिय लेमिनेशन बिल्ड मटेरियल थर्मोप्लास्टिक कोटिंग वाला पेपर रहा है यह लेमिनेशन है जो आप सर्टिफिकेट पेपर के लिए करते हैं जिसमें एक तरफ थर्मोप्लास्टिक कोटिंग होती है इस प्रकार के एडहेसिव बैक्ड़ पेपर कसाई पेपर के समान है जिसका उपयोग मांस लपेटने में किया जाता है पेपर की मोटाई अलग अलग होती है यह 007 से 02 मिमी तक होती है यह मोटाई एफडीएम से कम होगी संभावित रूप से कोई भी शीट मटेरियल जिसे लेजर या मैकेनिकल कटर का उपयोग करके ठीक से काटा जा सकता है और जिनमें बंध बनाया जा सकता है उसे भाग निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है इन क्रियाओं के भीतर एक और वर्गीकरण संभव है एक वर्गीकरण में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें लैमिनेट का पहले सब्सट्रेट से बंध बनाया जाता है और फिर क्रॉस सेक्शन के आकार को बनाया जाता है तो यह बॉन्ड धेन फॉर्म वर्गीकरण है अन्य वर्गीकरण में फॉर्म धेन बॉन्ड है बॉन्ड धेन फॉर्म का मतलब है कि पहले आप चिपकाए और फिर एक आकार दें फिर आप परत की मोटाई परत की सूचना प्रदान करते हैं दूसरा जिसमें आप फॉर्म करते हैं सारी सूचना देते हैं और फिर चिपकाते हैं दोनों वर्गीकरण मान्य है ग्लूइंग या एडहेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यह बॉन्ड धेन फॉर्म ही हो ऐसा जरूरी नहीं है यह फॉर्म धेन बॉन्ड भी हो सकता हैदोनों तरीके संभव है बॉन्ड धेन फॉर्म प्रोसेस बॉन्ड धेन फॉर्म प्रोसेस के बिल्डिंग प्रोसेस में आमतौर पर निम्नलिखित अनुक्रम में 3 चरण होते हैंलैमिनेट को रखना इसका सब्सट्रेट से बंध बनाना जहां भाग विकसित हो रहा है और स्लाइस कंटूर के अनुसार इसे काटना मूल एलओएम मशीन ने मटेरियल के एडहेसिव बैक्ड़ रोल्स का इस प्रक्रिया में उपयोग किया है यहां एक गर्म रोलर प्लास्टिक कोटिंग को पिघला देता हैं जिससे यह पिछली परत पर से चिपक जाता है यही कारण है हम इसे गर्म उपयोग करते हैं लेकिन अत्यधिक गर्म नहीं सिर्फ तापमान को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाती है जैसा कि पहले बताया गया हैं पॉलीमर से लेकर विस्कोएलास्टिक मटेरियल यह सब इसमें काम करता है प्रत्येक परत के लिए शीट रखने के बाद गर्म रोलर शीट के पास से गुजरता है और एडहेसिव को मेल्ट कर उनके बीच में बंध बनाता है एक लेजर जिसे एक परत की मोटाई के बराबर गहराई काटने के लिए डिजाइन किया गया है यह स्लाइस की सूचना के आधार पर क्रॉस सेक्शन की आउटलाइन को काटता है यहां लेजर का उपयोग मुख्य रूप से एक चाकू की तरह किया जाता है मान लीजिए आपके पास एक बहुत पतला पेपर है आप पेपर पर एक प्रोफाइल काटना चाहते हैं इसके लिए आप कैची का उपयोग करते हैं और काटते हैं यदि आप चाहते हैं कि यह स्वचालित हो तो आप एक लेजर का उपयोग करें बस यही अंतर है बॉन्ड धेन फॉर्म प्रक्रिया में अप्रयुक्त मटेरियल को सपोर्टिंग मटेरियल के रूप में छोड़ दिया जाता हैकोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसा कि हम एमडीएम प्रक्रिया में उपयोग करते थे छोटे आयताकार टुकड़ों में एक क्रॉस हैच पैटर्न का उपयोग करके बनाए गए टुकड़ों को टाइल्स या क्यूब्स के रूप में जाना जाता है टाइल्स एक 2डी ऑब्जेक्ट है और क्यूब्स 3डी यहां जेड आयाम बहुत छोटा है बॉन्डिंग और कटिंग की यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि पूरा हिस्सा नहीं बन जाता भाग निर्माण समाप्त होने के बाद भाग ब्लॉक को निकाल दिया जाता है और पोस्ट प्रोसेसिंग की जाती है पोस्ट प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं के बाद आपके पास एक पूर्ण क्यूब होगा इसमें कुछ सूचना हो सकती है आप क्या करते हैं आप इन सभी चीजों को हटाते हैं और सूचना को बाहर निकालते हैं और यह आपका उत्पाद होता है अतिरिक्त मटेरियल के क्रॉस हैच्ड़ टुकड़ों को विशिष्ट लकड़ी पर नक्काशी करने वाले उपकरण का उपयोग करके भाग से अलग किया जाता है इसे डीक्यूबिंग कहा जाता है ठंडा होने पर भाग ब्लॉक से भाग को सीधे बाहर निकालने और हटाने की कोशिश करना अपेक्षाकृत कठिन है इसलिए इसे अक्सर डीक्यूबिंग से पहले कुछ समय के लिए ओवन में डाल दिया जाता है या भाग निर्माण के तुरंत बाद भाग ब्लाॅक को संसाधित किया जाता है ठंडी अवस्था में दरार पैदा होने की संभावना हैयहां इसका मतलब अनियंत्रित दरार से है इस अनियंत्रित दरार से बचने के लिए हम इसे थोड़े अधिक तापमान पर ले जाने की कोशिश करते हैं इस तापमान को बनाए रखते हैं और फिर जो अतिरिक्त मटेरियल उपलब्ध होता है उसे हम उस हिस्से से हटाने की कोशिश करते हैं पेपर लैमिनेट टेक्नोलॉजी पीएलटी सिस्टम सादे पेपर का उपयोग करती है निर्माण मटेरियल के रूप में कोई एडहेशन नहीं होता और एक लेजर प्रिंटर का उपयोग उस क्षेत्र में पिछली जमां परत या पदार्थ के ऊपर एक प्रोप्राइटरी रेसिन पाउडर लगाने के लिए किया जाता है जहां बंध वांछित होता है आप देखते हैं कि जहां कहीं भी लेजर को उपयोग किया गया था अब आप एक रेसिन पाउडर का उपयोग करते हैं क्योंकि सहायक धातु एडहेसिवली बोंडेड नहीं होती एलओएम के विपरीत सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया यहां आसान है इनविजन एलडी 3डी मॉडलर मशीन पीवीसी शीट को काटने के लिए और एंटी ग्लू पेन के साथ लिखने के लिए एक x y प्लॉटर का उपयोग करती है जो निर्धारित स्थानों में बॉन्डिंग को रोकता है यह नियमित प्रक्रिया का एक छोटा सा बदलाव है यह मशीन सपोर्ट मटेरियल हटाने के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण का उपयोग करती है सपोर्ट मटेरियल क्षेत्रों में विभाजित है और अतिरिक्त सामग्री को काटने और उनकी बॉन्डिंग के लिए अद्वितीय पैटर्न उपयोग किया जाता है आसान सपोर्ट मटेरियल को सक्षम करने के लिए ऐसा होता है इस सपोर्टिंग मटेरियल की रणनीति का उदाहरण चित्र में समझाया जा सकता है चित्र को देखे एक सॉलीडायमेंशन मशीन का उपयोग करके बनाइ गई 3 गोल्फ गेंदों के लिए सपोर्टिंग मटेरियल के निकालने को दर्शाया गया है गेंद अभी भी एक निश्चित क्षेत्र में संलग्न है इसे बोंडेड मटेरियल के बड़े ब्लॉक से अलग किया जा रहा है फिर दूसरे चित्र में यदि आप देखते हैंतो सपोर्टिंग मटेरियल अकॉर्डियन लाइक ढंग से चिपकाया गया है ताकि अतिरिक्त मटेरियल को एक निरंतर टुकड़े के रूप में आसानी से बाहर निकाला जा सके अतिरिक्त मटेरियल से पूरी तरह से हटाने के बाद आपको तीन अलग अलग गोल्फ गेंदे मिलती हैं आप मटेरियल निकाले और 3 गेंदें प्राप्त करें इसके निम्नलिखित फायदे हैं प्रक्रिया के भीतर श्रिंकेज रेसिड्युअल स्ट्रेस और डिस्टॉर्शन की समस्याएं कम होती हैं पेपर फीडस्टॉक का उपयोग करते समय एंड मटेरियल पैटर्न बनाने वाले एक सामान्य मटेरियल प्लाईवुड जो सामान्य परिष्करण कार्यों के लिए उत्तरदाई है के समान होता है बड़े हिस्से बहुत तेजी से गढें जा सकते हैं कागज पॉलिशीट धातु या सेरेमिक भरे टेप्स सहित विभिन्न प्रकार के निर्माण मटेरियल का उपयोग किया जा सकता है गैर विषैले स्थिर और संभालने में आसान फीड स्टाॅक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है मटेरियलमशीन और प्रक्रिया आदि की लागत अन्य प्रणाली के सापेक्ष में कम हो सकती है एलओएम की कई सीमाएं हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है अधिकांश पेपर आधारित भागों को नमी अवशोषण और अत्यधिक घिसाव से रोकने के लिए कोटिंग की आवश्यकता होती है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि डिलेमिनेशन प्रमाण पत्रों में भी आप देख सकते हैं कि कभी कभी हवा का बुलबुला बीच में आ जाता है दूसरी बात यह है कि यदि डिलेमिनेशन एक कोने से शुरू होता है तो यह बहुत तेजी से फैलता जाता है जो खींचने के कारण नहीं बल्कि ओएच समूह के कारण है जो स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में उपलब्ध है यह अंदर प्रवेश करता है और बंध को कमजोर करना शुरू कर देता है जेड दिशा में भाग की सटीकता का नियंत्रण मुश्किल है लेमिनेट संरचना में उपयोग किए जाने वाले ग्लू के कारण भागों के यांत्रिक और थर्मल गुण समरूप होते हैं छोटे भाग के फीचर्स का विवरण करना मुश्किल होता है क्योंकि मैन्युअल डीक्यूबिंग प्रक्रिया के कारण छोटे भाग टूटना शुरू हो जाते हैं इसलिए इन्हें नहीं किया जा सकता है हालांकि सारी कमियों को लेमिनेट में विविधताओं का उपयोग करके कुछ हद तक दूर किया गया है सामान्य तौर पर पेपर आधारित एलओएम द्वारा निर्मित भागो को उन उद्योगों में सबसे अधिक सफलतापूर्वक लागू किया जाता है जहां पैटर्न अक्सर उपयोग किए जाते हैं अब हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं पैटर्न एक मोल्ड बनाता है मोल्ड एक घटक बनाता हैं ये पैटर्न जो शुरुआत में लकड़ी से बने होते हैं इस एलओएम प्रक्रिया से ही बने होते हैं एलओएम के लिए अच्छे अनुप्रयोगों के उदाहरण में सैंड कास्टिंग और 3 डी टोपोलॉजिकल मैप्स के पैटर्न शामिल है जहां प्रत्येक परत मैप के एक विशेष उन्नयन को दर्शाती है तो पैटर्न मोल्ड में रहते हैं मोल्ड घटक में रहते हैं फॉर्म धेन बॉन्डअब तक हम बॉन्ड धेन फॉर्म को देख रहे थे यह फॉर्म धेन बॉन्ड प्रक्रिया है इसमें शीट मटेरियल को पहले आकार देने के लिए काटा जाता है और फिर सबस्ट्रेट के साथ बंध बनाया जाता है पहले ग्लूइंग होती है और फिर शेपिंग होती है यहां शेपिंग के बाद ग्लूइंग होती है यही अंतर है यह दृष्टिकोण धातु या सिरेमिक सामग्री के भागो के निर्माण के लिए लोकप्रिय है जो थर्मल रूप से बॉन्डेड होते हैं लेकिन क्रियान्वयन मुख्य रूप से केवल अनुसंधान स्तर पर हुआ है ग्लू बेस्ड बॉन्ड धेन ग्लू प्रक्रिया का एक उदाहरण एनेक्स कॉर्प यूएसएAnex Corp USA द्वारा ऑफसेट फैबिंग सिस्टम पैटर्न है इस प्रक्रिया में एक एडहेसिव बैकिंग के साथ एक उपयुक्त शीट मटेरियल एक वाहक पर रखा जाता है और 2 डाइमेंशनल प्लाॅटिंग नाइफ का उपयोग करके वांछित क्रॉस सेक्शन की आउटलाइन काटी जाती है सबसे पहले आप इसे काटते हैं पार्टिंग लाइन और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की आउटलाइन भी काटी जाती है फिर आकार के लेमिनेट को पिछली जमा परत के ऊपर रखा जाता है और उस पर बॉन्डिंग होती हैं यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि भाग पूरा नहीं हो जातातो पहले आप परत की सूचना बनाते हैं फिर इसे चिपकाते हैं आप देख सकते हैं यहां एक भाग है जिसे बनाया जा रहा है एक टेबल है नए मटेरियल को रखा जा रहा हैयह एक कैरियर विडेड मटेरियल हैयदि आप एक उपमान चाहते हैं तो आपके पास एक रोलर हैयहाँ एक टेप है जो चल रही है और अगर मैं टेप के क्रॉस सेक्शन को लेता हूं तो यह कैरियर है जैसा कि चित्र में दिखाया गया हैजो फिर से शुरू से अंत तक चल रहा हैऔर यह भी कैरियर विडेड मटेरियल है यह इसके ऊपर रखा गया है पहले कैरियर परत है अभी फैब्रिकेटेड मटेरियल यहां है वहां एक चाकू है जो चारों ओर चल सकता है या आप एक लेजर का उपयोग कर सकते हैं जो चारों ओर जाता है और एक कटिंग लाइन होती है जिसका उपयोग किया जाता है तो यह कटता है और फिर हम इसे ऑफसेट के शीर्ष पर रखते हैं फॉर्म धेन बॉन्ड दृष्टिकोण आंतरिक फीचर्स और चैनल्स के साथ भागों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है यहां एक उपमान है जिसका अर्थ है एक अंडे की जर्दी एल्ब्यूमिन फॉर्म धेन बॉन्ड प्रक्रिया के फायदे यदि आप आंतरिक संरचना चाहते हैं या आप यहां एक चैनल बनाना चाहते हैं तो आप संभवत इसे कर सकते हैं बॉन्ड धेन फॉर्म अप्रोच के साथ आंतरीक फीचर्सऔर छोटे चैनल्स कठिन या असंभव है इस पर गौर करें कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से आंतरिक फीचर्स और चैनल्स के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है क्योकि अतिरिक्त मटेरियल ठोस है और आंतरिक फीचर्स के अंदर इन मटेरियल को एक बंध बनाने के बाद नहीं हटाया जा सकता है इसका मतलब एक परत के गठन के बाद ही अगली अगली परत का गठन होगा अब आप इसे नहीं हटा सकते पिछली परत में काटने का कोई खतरा नहीं है बॉन्ड धेन फॉर्म प्रक्रिया के विपरीत यहां पिछली परत पर परत रखने के बाद कटिंग होती है इस प्रकार लेजर पावर नियंत्रण या चाकू का दबाव कम होता है और कम समय लगता है तो संभावित नुकसान के कारण डीक्यूबिंग को स्थाई रूप से यहां समाप्त कर दिया जाता है इस प्रक्रिया की कुछ कमियां ओवरहैंगिंग फीचर्स के निर्माण के लिए इन प्रक्रियाओं को बाहरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए की एक नई बॉन्डेड परत को पिछली परतों के संबंध में ठीक से रखा गया है कुछ प्रकार के टूलिंग या संरेखण प्रणाली या फ्लेक्सिबल मटेरियल वाहक जो ज्यामिति की परवाह किए बिना सामग्री को सटीक रूप से रख सके की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए यह एक बड़ी चुनौती है जब आपके पास परत दर परत मटेरियल जमा होता है ये परतें यदि ठीक से नहीं रखी गई है तो अस्थिरता होगी या अगर इसे खींचा जाता है या ऑफसेट है तो परत डिलेमिनेट हो सकती है तो इसे सटीक बिंदुओं पर एक दूसरे के ऊपर रखने से मदद मिलेगी यह फॉर्म धेन बॉन्ड है पहले हम एक लेजर का उपयोग करते हैं फिर स्लाइस कटिंग की जाती है फिर हम काटते हैं और स्टैकिंग करते हैं फिर स्टैकिंग को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है लेमिनेशन हो जाने के बाद पारंपरिक बाइंडर को हटाया जाता है सभी बाइंडर को हटा दिया जाता है और अंत में हमें परिष्कृत घटक मिलता है हम काटने की कोशिश करते हैं और फिर स्लाइस रख कर स्टैकिंग करते हैं इसे अकेले निकाला और रखा जाता है फिर यह लेमिनेशन कंसोलिडेशन Consolidation है फिर डिबाइंडिंग और भाग परिष्करण तो यह फॉर्म धेन बॉन्ड है जो बॉन्ड धेन फॉर्म से अलग है लैमिनेटेड इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेस की कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इस प्रक्रिया में एक एक स्लाइस ग्रीन सिरेमिक या धातु टेप के शीट स्टॉक से लेजर कट होती हैं इन स्लाइस को ठीक एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है यह एक सीमा है इसे रखना एक चुनौती है तो हम क्या करते हैंजब हम एक कैड मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं और हम स्लाइस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास कुछ ज्यामितीय विशेषताएं होती है इससे क्या होगा कि इन्हें इस प्रकार यह ठीक से उन्मुख और संरेखित करने का प्रयास करेगा कि जब अगली परत बनती है तो वह ठीक उसी जगह बैठे असेंबली के बाद इन परतों को गर्मी और दबाव या अन्य चिपकाने वाली विधि का उपयोग करके बंध बनाया जाता है ताकि परतों के बीच घनिष्ठ संपर्क सुनिश्चित हो सके फिर ग्रीन पार्ट को घातु या सिरेमिक ग्रीन पार्ट्स की इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग के समान तरीके से फर्नेस प्रोसेस्ड किया जाता है सीएल100 मशीन अपने 150 मिलीमीटर क्यूब वर्क एनवलप के भीतर हिस्सा बनाती है पांच प्रकार तक के मटेरियल में विभिन्न मोटाई के मटेरियल शामिल है इसे स्वचालित रूप से निर्माण में शामिल किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अलग अलग मटेरियल और अलग अलग मोटाइ संभव है और दूसरी बात यह है कि आप फंक्शनली ग्रेडेड उत्पाद भी बना सकते हैं इसका मतलब यह है कि जब आपके पास पांच प्रकार के मटेरियल है अलग अलग मटेरियल के साथ चार परते हो सकती है जैसा की स्लाइड में दिखाया गया है तो आप इस प्रक्रिया से एबीसीडी और ई फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल एफजीएम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं यह फंक्शनली ग्रेडेड उत्पाद है इन मटेरियल में से एक या अधिक मटेरियल आंतरिक रिक्तियों या चैनल्स और ओवरहैंग्स को सक्षम करने के लिए एक सेकेंडरी सपोर्ट मैटेरियल के रूप में कार्य कर सकते है इन सपोर्टिंग मटेरियल्स को बाद में थर्मल और रासायनिक तरीकों का उपयोग करके हटा दिया जाता है 30 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर तक परत मोटाई की विस्तृत रेंज संभव है इस प्रक्रिया के साथ एक समस्या यह है कि धातु या सिरेमिक पाउडर को मजबूत करने के लिए थर्मल पोस्ट प्रोसेसिंग में 12 से 18 तक की बड़ी मात्रा में संकोचन होता है जिससे डायमेंशनल इनएक्युरेसी और डिस्टॉरशन हो सकता है जिस क्षण यह श्रिंक होगा तब हमें सावधान रहना होगा यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैइसे समान रूप से श्रिंक होने की जरूरत नहीं है यह वार्प और श्रिंक होगा तो यहाँ डिस्टॉरशन है यहाँ डिलेमिनेशन हो रहा है हमे सावधान रहना होगा इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग माइक्रोफ्लूडिक स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए किया जा सकता है सिरेमिक के माइक्रोफ्लूडिक डिस्टिलेशन डिवाइस के कटअवै व्यू बायीं तरफ और तैयार उत्पाद दायीं तरफ को यहां दिखाया गया है स्ट्रेटोकोनसेप्शन दृष्टिकोण स्ट्रेटोकोनसेप्शन दृष्टिकोण में मॉडल को मोटी परतों में स्लाइस किया जाता है इन परतो की मशीनिंग की जाती है और फिर एक भाग बनाने के लिए एक साथ चिपका दिया जाता है उदाहरण के लिए आप ब्रेड पाव लेते हैं एक ब्रेड स्लाइस लेते हैं यह ब्रेड स्लाइस की मोटाई होती है प्रत्येक स्लाइस में जो भी सूचना चाहते हैं उसे काट लें इसे एक साथ इसे स्टेक करें परतो को मशीन किया जाता है और फिर एक भाग बनने के लिए साथ चिपका दिया जाता है मल्टी एक्सिस मशीनिंग सेंटर का उपयोग एसटीएल फाइल से बेहतर मिलान के लिए प्रत्येक परत के किनारों को कंटूर होने देता है जिससे बढ़ती परत मोटाई के साथ होने वाले स्टेयरकेस प्रभाव को खत्म करने में मदद मिलती है यहा इसी तरह से काटने की तकनीक का उपयोग कई अलग अलग शोधकर्ताओं ने फाॅम लकड़ी और अन्य सामग्रियों से एक बड़ी संरचना मूर्तियों कलाओं के बड़े काम और अन्य संरचनाओं का निर्माण करने के लिए किया है इसका सबसे बड़ा लाभ इसकी बड़ी मोटाई है आप प्लाईवुड का उपयोग भी कर सकते हैं कई शीट लेमिनेशन प्रक्रिया ने शीट मटेरियल की बॉन्डिंग के लिए थर्मल प्रक्रियाओं का उपयोग किया है जटिल आकार के 3 डी भागों को घातु की शीट और फॉयल से डिफ्यूजन बॉन्डिंग लेजर स्पॉट वेल्डिंग और ब्रेजिंग तकनीक के इस्तेमाल से बनाया गया है अधिकतर जांचकर्ताओं ने धातु के भाग के निर्माण के लिए फॉर्म धेन बॉन्ड अप्रोच को अपनाया हैक्योंकि जब बॉन्ड धेन फॉर्म दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है तब अतिरिक्त सपोर्ट मैटेरियल को हटाना बहुत मुश्किल होता है थर्मल बॉन्डिंग धातु के भाग फॉर्म धेन बॉन्ड दृष्टिकोण तीन महत्वपूर्ण बिंदु है दुनिया भर के कई संगठनों ने फंक्शनल मटेरियल भागों और टूलिंग के शीट लैमिनेट में थर्मल बॉन्डिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है तो थर्मल बॉन्डिंग का मतलब है तापमान द्वारा बॉन्डिंग होना यी आदि ने सफलतापूर्वक 3D धातु भाग का निर्माण एक मिलीमीटर मोटी प्रीकट शीट का उपयोग कर किया है जिन्हे बाद में डिफ्यूजन द्वारा जोड़ा जाता है वे डिफ्यूजन बॉन्डिंग को प्रदर्शित करते हैं जिसमें आपके पास दो मटेरियल है आप उसे गर्म करते हैं और साथ ही आप दबाव भी डालते हैं जब आप गर्मी और दबाव लागू करते हैं इन दोनों संरचनाओं के बीच डिफ्यूजन होता है और यहां जॉइनिंग होती है उन्होंने बिना किसी भौतिक अनिरंतरता के हीट इंटरफ़ेस में ग्रेन स्ट्रक्चर में निरंतरता का प्रदर्शन किया है आपको एक बेहतर ग्रेन कंसोलिडेशन मिलता है हिमर ने एलुमिनियम इंजेक्शन मोल्डिंग डाई का उत्पादन किया जिसमें जटिल कुलिंग चैनल्स के साथ कम मेल्टिंग पॉइंट वाले एएल 4343 मटेरियल की 01 मिलीमीटर मोटाई के साथ लेपित एएल 3003 का उपयोग किया है कुल मोटाई 25 है इसका मतलब यह है कि क्लैडींग में हम उच्च मेल्टिंग पॉइंट की एक परत बना सकते हैं और अन्य पर नीचले मेल्टिंग पॉइंट की परत यह एएल 3003 है यह एएल 4343 है शीट जिसे क्रॉस सेक्शन से लगभग बड़े आकार में लेजर कट किया गया था एक मैकेनिकल फास्टनर का उपयोग करके असेंबल की जाती है इस असेंबली को नाइट्रोजन वातावरण में गर्म करके बंध बनाया गया है क्योंकि इसे एएल 4343 लेपित मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े अधिक पर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए इसके बाद निर्धारित भाग आयाम और सतही परिष्करण प्राप्त करने के लिए मशीनिंग होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इन दोनों के बीच हमेशा कम मेल्टिंग प्वाइंट वाला मटेरियल होगाहम इसे मेल्ट करेंगे और नाइट्रोजन वातावरण में यह जुड़ जाएंगे मैकेनिकल फास्टनर का इस्तेमाल करके असेंबली का उपयोग नहीं करते हैं हमेशा हीटिंग द्वारा एक बंध के लिए जाते हैं तो यह करना आसान है और इस प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है शीट मेटल लेमिनेशन दृष्टिकोण ने व्यवसायिक रूप से थोड़ी पकड़ प्राप्त कि है क्योंकि अंतिम आउटपुट एक ठोस हिस्सा नहीं था जो कि रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधे लिया जा सकता है इसलिए जब आप सिरेमिक भाग और धातु भाग को बनाना शुरू करते हैं तो आपने माइक्रोफ्लूडिक चैनल का उदाहरण देखा हैजो कि डायरेक्ट रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है बीच में कुछ भी नहीं हैआपने इसे सिरेमिक का उपयोग करके बनाया है इसे कंसोलिडेट किया और जो भी हम चाहते थे वैसा आउटपुट मिला बॉन्ड धेन फॉर्म प्रक्रिया में सपोर्टिंग मटेरियल को हटाने के लिए व्यापक पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है और फिर बंध प्रक्रिया को मनमानी और जटिल ज्यामिती के लिए स्वचालित करना मुश्किल होता है फॉर्म धेन बॉन्ड प्रक्रिया के मामले में विशेष रूप से अगर क्रॉस सेक्शन में ज्यामिति है जिसे शेष ज्यामिति से अलग किया गया है तो लैमिनेट की सटीक जमावट प्राप्त करना मुश्किल होता है और इसके लिए भाग के अनुसार उपाय की आवश्यकता हो सकती है कठोर धातु के लैमिनेट्स को सरल आकृतियों में असेंबल करने के मामले में एक एडहेसिव थर्मल बॉन्डिंग विधि का उपयोग करने के बजाय बोल्ट और क्लैंपिंग मैकेनिज्म का उपयोग करके शीटों को एक साथ क्लैंप करना फायदेमंद हो सकता है क्लैंपिंग त्वरित और सस्ती है और सामग्री पर आसान रीसाइक्लिंग के लिए एक विशेष लेमिनेट क्रॉस सेक्शन को संशोधित करने के लिए लैमिनेट्स को डिस असेम्बल्ड किया जा सकता है यहां पर एक क्लैंप और 1 बोल्ट डालते हैं और फिर आप इसे अनस्क्रू करना शुरू कर देते हैं आप उसी सामग्री का पुनः उपयोग कर सकते हैं मटेरियल की आसान रीसाइक्लिंग के लिए हम क्लैंपिंग और बोल्टिंग मैकेनिज्म Mechanism के अतिरिक्त एडहेसिव थर्मल क्लैंपिंग के लिए भी जाते हैं जो प्रत्येक लैमिनेट को एक दूसरे के संबंध में रखने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है तो हर लैमिनेट के लिए आपके पास चार छिद्र होंगे इन छिद्रों को एक लोकेटिंग पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाएगा आप स्क्रू को यहां डालते हैं और फिर आप इसे कसने लगते हैं और फिर आपको कंसोलिडेशन मिलता है क्लैंपिंग करते समय अक्सर यह फायदेमंद होता है कि लैमिनेट के एक कोने में प्रोफाइल को काटकर आयताकार शीट के तीन किनारों को छोड़ दिया जाए इस तरह से "प्रोफाइल एज़ लैमिनेट" "Profiled edge Laminate" के निर्माण का एक उदाहरण अगले चित्र में दिखाया गया है आप यहां देख सकते हैं यह परते हैं और दिलचस्प रूप से आपको यह भी पता होना चाहिए यह आवश्यक नहीं है कि हर बार परत इस तरह से बनाई जा सके आप के उत्पाद के आधार पर परत को अन्य तरीकों से भी बनाया जा सकता है आप या तो लोंगिट्यूडनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके पास ट्रांसवर्स बॉन्डिंग हो सकती है यह आप क्या चाहते हैं इस पर निर्भर करता है इसे बनाने के लिए प्रोफाइल एज़ लैमिनेटेड टूल का इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन एक हाइब्रिड शीट लेमिनेशन प्रक्रिया है जो अल्ट्रासोनिक धातु सीम वेल्डिंग और सीएनसी मिलिंग का संयोजन है सन 2000 में सॉलिडीका इनकॉरपोरेशन यूएसए Solidica Inc USA द्वारा धातु सिम वेल्डिंग और सीएनसी मिलिंग का व्यवसायीकरण हुआ था अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन में वस्तु का निर्माण एक गर्म की हुई प्लेट पर बोल्ट रिजिड बेस प्लेट पर किया जाता है जिसमें तापमान कमरे के तापमान से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है भागो का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है और प्रत्येक परत कई धातु के तारों से बनी होती है जो अगल बगल में रखी जाती हैं और एक सीएनसी मिलिंग मशीन का उपयोग कर आकार में काटी जाती है अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन के दौरान एक रोटेटिंग सोनोट्रोड पतली सी फॉयल की लंबाई की दिशा में चलता है यह फॉयल अन्य रोटेटिंग सोनोट्रोड द्वारा एक सामान्य बल लागू करके इन बेस प्लेट या पिछली परतो के संपर्क में रखी जाती है तो यह रोटेटिंग सोनोट्रोड है यदि आप देखते हैं तो यह एक गर्म आधार हैं इस तरीके से वस्तु का निर्माण हो रहा है और यहां एक रोटेटिंग सोनोट्रोड है यह ड्रम की तरह हैयह कंसोलिडेट करने और इसे बनाने की कोशिश करता है जब आप सोनोट्रोड का साइड व्यू देखते हैं इसमें ऑटोमेटिक फॉयल फीडर द्वारा फीड किया जाता है इन दोनों को सोनोट्रोड द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है तो यह सोनोट्रोड द्वारा लागू बल है यह पहली परत होगी और यह दूसरी परत होगी इस दिशा में कंपन दिया जाता है इंटरफ़ेस पर घर्षण बाहरी परत को तोड़ता है और दो नवजात परतें संपर्क में आती है और जो भी बल आप लगाते हैं उसके द्वारा यह जुड़ जाती हैं मेटलर्जिकल बॉन्ड जो बन रहा है मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है केवल 20 माइक्रोन इंटरफेसियल स्ट्रेन एनर्जी से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और अंतरंग संपर्क होता है यह मेटलर्जिकल बॉन्डिंग का कारण है जिस पल आप अल्ट्रासोनिक कहते हैं हम 20 किलो हर्ट्ज का उपयोग करते हैं सोनोट्रोड गति की दिशा में 20 किलो हर्ट्ज की स्थिर आवृत्ति और उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित ओसिलेशन एम्प्लीट्यूड से ओसिलेट होती है यह 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन या अधिकतम 20 माइक्रोन तक होगा एक फॉयल को जमा करने के बाद उसके बगल में एक और फॉयल जमा की जाती है यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक की सारी परते नहीं रख दी जाती अगली परत को उसी प्रक्रिया का उपयोग करके पिछली जमा परत से जोड़ा गया है आमतौर पर जमा धातु फॉयल की चार परतो को यूसी में एक स्तर कहा जाता हैं चार परते इसलिए है ताकि आपको काफी मात्रा में मोटाई मिल सके एक स्तर के जमाव के बाद सीएनसी मिलिंग हेड स्लाइस कंटूर में जमा फॉयल परत को आकार देता है और फिर इसे चारों ओर स्लाइस करता है जब तक कि भाग की अंतिम ज्यामिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक यह एडिटिव सब्ट्रैक्टिव प्रक्रिया निरंतर चलती है आप भाग की मशीनिंग करते हैं आपको जो प्राप्त होता है वह रैपिड मैन्युफैक्चरिंग से बने 3 डी धातु भाग के निर्माण के लिए अल्ट्रासोनिक का उपयोग करके कंसोलिडेटेड धातु है यूसी एक बॉन्ड धेन फॉर्म प्रक्रिया है यदि आप इस स्लाइस को काटते हैं और फिर बनाते हैं तो यह बॉन्ड धेन फॉर्म हैजहां उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई सेटिंग के आधार पर प्रत्येक परत के बाद कई परतो के लिए फॉर्मिंग हो सकती है इसके अतिरिक्त प्रत्येक परत को आमतौर पर सिंगल लेयर की बजा़य अगल बगल में रखी फॉयल के संयोजन के रूप में जमा किया जाता है जो शीट लैमिनेटेड प्रक्रिया मे एक सामान्य अभ्यास है सीएनसी मशीनिंग के आ जाने से यूसी उत्पादों की डायमेंशनल एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश फॉयल की मोटाई पर नहीं लेकिन सीएनसी मिलिंग दृष्टिकोण पर निर्भर है यह स्टेयरकेस प्रभाव और अन्य एएम प्रक्रियाओं के परत की मोटाई पर निर्भर सटीकता के पहलू को समाप्त करता है कम तापमान वाली अल्ट्रासोनिक बॉन्डिंग और एडिटिव एवं सबट्रैक्टिव प्रक्रियाओं के संयोजन के कारण यूसी प्रक्रिया जटिल मल्टीफंक्शनल 3डी भाग बनाने में सक्षम है जिसमें जटिल आंतरिक विशेषताएं कई मटेरियल से बनी वस्तु तारों के साथ एकीकृत वस्तुएं फाइबर ऑप्टिक्स सेंसर शामिल है यह अल्ट्रासोनिक कंसोलिडेशन की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण संदेश है हालांकि वाणिज्यिक प्रणालियों में एक स्वचालित सपोर्टिंग मैटेरियल की कमी का मतलब है कि यूसी का उपयोग करके कई प्रकार की जटिल ओवरहैंगिंग ज्यामिति का निर्माण नहीं किया जा सकता है आपके पास यूसी का उपयोग करके एक हनीकॉन्ब संरचना के लिए निर्माण की प्रक्रिया है यह बी है तो आप दूसरी परत रखते हैं फिर आप उस परत को देखते हैं जिसे यहां पर रखा गया है फिर हनीकॉन्ब फिर ई और फिर एफ और फिर एक अल्ट्रासॉनिफिकेशन होता है कंसोलिडेशन होता है और फिर आपको परत मिलती है